सभी को नमस्कार कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है आज हम Pgp efflux और कुछ और दवा समानता गुणों के बारे में बात करेंगे कल blood brain बैरियर के प्रवेश के बाद समझा Pgp क्या है मैं Pgp के बारे में ज्ञानवर्धन करुंगा वे P glycoproteins हैं ये इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स हैं जिसका मतलब है कि वे ड्रग्स को सेल के भीतर से बाहर डाल देते हैं ताकि वे बहुत कम मात्रा पर दवाओं की सांद्रता बनाए रखें वे विषाक्त पदार्थों और विषाक्त चयापचयों के लिए काम करने के लिए हैं ये transmembrane glycoprotein हैं वे आकार में 70 किलो डाल्टन हैं वे ट्रांसपोर्टरों के ATP binding कैसेट परिवार का हिस्सा हैं उनमें से 50 हैं उनमें से बड़ी संख्या में जैसा कि आप देख सकते हैं ये कोशिका झिल्ली हैं जो सेल से कई बाहरी पदार्थों को पंप करते हैं वे कई ऊतकों में मौजूद होते हैं वास्तव में कुछ ऊतकों में जैसे BBB मैंने उल्लेख किया है कि Blood brain बैरियर में बहुत सारे efflux ट्रांसपोर्टर्स छोटी और बड़ी आंतें लिवर किडनी एड्रिनल ग्रंथि गर्भवती गर्भाशय बढ़ी हुई आंत की अभिव्यक्ति है इसलिए यदि आपके पास आंत में बड़ी मात्रा में Pgp मौजूद है तो यह क्या करेगा यह GI के माध्यम से प्लाज्मा में दवा के अवशोषण को कम करेगा इसलिए क्योंकि यह मल के माध्यम से दवा को निकालने की कोशिश करेगा वे वास्तव में विषाक्त चयापचयों और ज़ेनोबायोटिक्स को हटाने के लिए हैं यह उनका काम है कि मूत्र पित्त और आंतों के लुमेन में फेंक दिया जाए जो कि काम है लेकिन दुर्भाग्य से वे दवाओं को भी पंप करते हैं यह चित्र सीधे प्लाज्मा झिल्ली से हाइड्रोफोबिक सब्सट्रेट्स को हटाते हैं इस संदर्भ से लिया गया था इसलिए हमारे पास प्लाज्मा झिल्ली बस यहां से बाहर फेंक दी जाती है इसलिए ATP यहां एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो कि P glycoprotein है जो वे झिल्ली से बंधे होते हैं जैसा कि आप यहां देख सकते हैं इसके लिए दोनों साइटें आवश्यक हैं इसलिए उदाहरण के लिए इसे 2 अलग अलग साइटें मिल जाती हैं दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं और दोनों में से जहां कहीं भी म्यूटेशन ट्रांसपोर्ट फ़ंक्शन को समाप्त करते हैं साइट काम करती है क्रमिक रूप से एक समय में केवल एक पक्ष मौजूद एटीपी को हाइड्रोलिसिस or binding करता है इसलिए आपको इस दवा के एक अणु को परिवहन करने के लिए एटीपी के 2 अणुओं के हाइड्रोलिसिस की आवश्यकता होती है इसलिए यह वही करता है ड्रग्स को बाहर ले जाना झिल्ली पर स्थित हैं तो इस पी ग्लाइकोप्रोटीन की शारीरिक भूमिका क्या है हमारे पास एक मौखिक सेवन है इसलिए हमारे पास यहाँ Pgp हो सकता है इसलिए यह विषाक्त सामग्री को बांधता है और फिर यह मल के उत्सर्जन को बाहर निकालता है या यदि यह अंतःशिरा में है तो यह बांधता है और फिर मूत्र उत्सर्जन के माध्यम से निकालता है तो ये पी ग्लाइकोप्रोटीन के 2 मुख्य कार्य हैं आपके पास एक बहुत ही हाइड्रोफिलिक सामग्री है यह मूत्र के माध्यम से जा सकती है यह मल इत्यादि से गुजर सकता है इसलिए बड़ी संख्या में पीजीपी हैं सामान्य नाम हैं MDR1 MRP1 MRP2 और इतने पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये व्यवस्थित नाम हैं क्या हैं इन Pgp के लिए सब्सट्रेट तटस्थ और cationic कार्बनिक यौगिक है जहां आपकी दवाएं पकड़ी जा सकती हैं फिर हमारे पास MRP1 कार्बनिक आयनों को संयुग्मित करता है एंटी फोलेट्स पित्त एसिड एटोपोसाइड न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स methotrexate anionic cyclic pentapeptide संयुग्मित करता है वे कहाँ पाए जाते हैं उदाहरण के लिए ये Pgps आंत यकृत गुर्दे रक्त मस्तिष्क बाधा में पाए जाते हैं यह वह जगह है जहां हम बात कर रहे हैं आपकी अधिकांश दवाइयाँ तटस्थ और cationic कार्बनिक यौगिक हैं MRP 1 वे व्यापक रूप से पाए जाते हैं ये वास्तव में आंत यकृत गुर्दे और इतने पर पाए जाते हैं यदि आप MRP5 को देखते हैं व्यापक हैं और लेकिन वे न्यूक्लियोसाइड एनालॉग cyclic nucleotides कार्बनिक आयनों और इतने पर लेते हैं जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि वे कहां पाए जाते हैं यह इस विशेष संदर्भ से लिया गया है 50 मानव कैंसर बड़ी मात्रा में पी ग्लाइकोप्रोटीन व्यक्त करते हैं तो यह क्या करता है यह दवाओं को बाहर निकालता है इसलिए दवाएं काम नहीं करती हैं इसलिए यह प्रतिरोधी हो जाता है कैंसर ड्रग थेरेपी के लिए प्रतिरोध बन जाता है रोगी के उपचार के बाद P gp की अभिव्यक्ति प्राप्त करने वाले कैंसर में ल्यूकेमियास शामिल हैं जिसका मतलब है कि शुरू में उपचार के बाद उपचार कार्य करने के लिए प्रकट हो सकता है लेकिन जैसा कि उन्होंने बहुत से Pgps व्यक्त करना शुरू कर दिया है फिर वे उन दवाओं के लिए प्रतिरोधी बनने लगते हैं ल्यूकेमिया मायलोमा lymphomas breast cancer ovarian cancer ऐसा होता है इसलिए बहुत सारे Pgp विरोधी हैं जो वर्तमान में या तो नैदानिक परीक्षणों में हैं या बाजार में प्रवेश करने जा रहा हैं इसलिए ये कुछ संरचनाएं हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और ये नए Pgp विरोधी हैं अगर मैं इस Pgp से बचना चाहता हूं तो मैं अणुओं को कैसे डिजाइन करूं आणविक भार में यौगिक 250 to 1850 तक पहुँचाया जाता है इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकांश दवाएं इसमें गिर सकती हैं इसलिए यदि आपके पास N O 8 या 8 और आणविक भार 400 एसिड के साथ pKa 4 है तो वे Pgp प्रवाह बन सकते हैं जो कि सब्सट्रेट का अर्थ है वे Pgp द्वारा बाहर निकाल सकते हैं यदि N O 4 आणविक भार 400 pKa 8 के साथ एसिड तो संभावना है कि वे Pgp सब्सट्रेट नहीं होंगे इसका मतलब क्या है मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को बहुत कम रखने की कोशिश करता हूं जिसका मतलब है कि यह प्रकृति में बहुत अधिक हाइड्रोफिलिक नहीं है इसे क्षारीय रूप से देखने के लिए बनाते हैं हाइड्रोजन दान परमाणुओं को steric बाधा शुरू करके Pgp गति को कम करें तो अगर OH कैसे डालते हैं तो NH दिया है मेरा मतलब है NH3 bulky groups संलग्न करें नाइट्रोजन को मिथाइलेट करें इसलिए यदि NH है तो उस H को CH3 के साथ हटा दें हाइड्रोजन बांड acceptor की स्थिति को कम करें नाइट्रोजन ऑक्सीजन 4 33 इफ्लक्स की संभावना नाइट्रोजन ऑक्सीजन 6 65 नाइट्रोजन ऑक्सीजन 8 या 9 87 इफ्लक्स की संभावना इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड स्वीकर्स Pgp के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है इसलिए यदि आपके पास बड़ी संख्या में हाइड्रोजन बॉन्ड स्वीकारकर्ता हैं तो इफ्लक्स का जोखिम बहुत अधिक है इसलिए जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि पास के कुछ भारी समूह डालकर इसे कम करने का प्रयास करें इसलिए हमने Pgp के बारे में बात की आइए हम फिर से ADME में metabolisms पर वापस जाएं और देखते हैं कि संरचनात्मक संशोधनों का उपयोग करके इन जैव परिवर्तनों को कैसे दूर किया जाए अब एक बार फिर से संशोधित करने के लिए हमारे पास 2 प्रकार के चयापचय हैं चरण 1 जैव परिवर्तन और चरण 2 चरण 1 आम तौर पर ऑक्सीकरण होता है जिसका अर्थ है O को जोड़ना कमी हाइड्रोलिसिस एस्टर एंजाइम द्वारा चरण 2 ग्लुकुरोनिक एसिड या सल्फेट के साथ ग्लुकुरोनाइड द्वारा चरण 1 के परिवर्तन के बाद इन पक्षों को युग्मित कर रहा है जैसे कि इस तस्वीर में है अब आपके पास चरण 1 हाइड्रॉक्सिलेशन का एक उदाहरण है और फिर आप एक SO3 डाल रहे हैं सल्फेट यहां आया है इसलिए यह अधिक हाइड्रोफिलिक बन गया है इसलिए यह मूत्र के माध्यम से जा सकता है तो हम चरण 1 से बचने के लिए क्या कर सकते हैं इसलिए चरण एक क्या करता है Oxidation reduction hydrolysis चरण 2 मौजूदा के लिए जोड़े समूह इसलिए आप फ्लोरीन समूह को जोड़कर पक्षों को अवरुद्ध कर सकते हैं उदाहरण के लिए यह OH बन सकता है फिर चरण 2 आसान है SO3 तो आप क्या करते हैं यदि आपके पास एक फ्लोरीन समूह है तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया समझ में नहीं आती है ताकि फ्लोरीन जोड़कर चयापचय साइटों को अवरुद्ध किया जा सके जो एक अच्छी रणनीति है बड़े समूहों को जोड़कर चयापचय साइटों को अवरुद्ध करें labile functional groups को हटा दें जैसा कि आप देख सकते हैं IC50 13 नैनो मोलर स्थिरता केवल 1 है इसे देखें यह एक डेल्टा प्रकार ओपियोइड रिसेप्टर है IC 503 nano molar स्थिरता केवल 4 है इसलिए यहां क्या किया गया है आप यहां कुछ बड़े समूहों में डालते हैं और फिर इन सभी जगहों पर यहां बदलाव किए गए हैं इसलिए स्थिरता बढ़कर 52 हो गई है क्योंकि यदि आप इसे हटा देते हैं और एक छोटा समूह बनाते हैं तो स्थिरता यहां आ जाती है क्या चीजें हैं chirality का अर्थ है कि रैखिक के बजाय यह cyclisation बनाता है Ring का आकार Chirality lipophilicity को कम बदल सकता है इसे अधिक हाइड्रोफिलिक बनाता है metabolic एंजाइमों में हाइड्रोफोबिक साइटें होती हैं अस्थिर समूहों को प्रतिस्थापित करती हैं उदाहरण के लिए यदि मैं piperidine को piperazine से बदल देता हूं तो यह इससे अधिक स्थिर हो जाता है क्या कर सकते हैं हम cyclisation कर सकते हैं जिससे यह metabolism को रोकता है हम ring size को अलग बना सकते हैं परिवर्तनशीलता इसे और अधिक हाइड्रोफिलिक बनाते हैं इसलिए metabolic enzymes में हाइड्रोफोबिक साइटें होती हैं इसलिए बायोट्रान्सफॉर्मेशन हैं इसलिए आप कुछ मामलों में कहते हैं कि हम इसे और अधिक हाइड्रोफिलिक बनाते हैं लेकिन यदि आप लिपिड परत में घुलने वाली दवा चाहते हैं और अवशोषित हो जाते हैं तो आप इसे अधिक हाइड्रोफोबिक बना सकते हैं यदि आप substrate को रोकने के लिए एक Pgp efflux चाहते हैं तो हम बहुत अधिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं चाहते हैं इसलिए हम जो देख रहे हैं उसके आधार पर परस्पर विरोधी आवश्यकताएं हैं इसलिए याद रखें कि ड्रग डिज़ाइन सीधा नहीं है जब आप एक पैरामीटर को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो अन्य पैरामीटर परेशान हो सकते हैं अस्थिर समूहों को बदलें इसलिए यहां हम अस्थिर समूहों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं प्रतिस्थापित करके आप piperazine के साथ piperidine दे सकते हैं अब मैं चरण 2 चयापचय को कैसे रोकूं इलेक्ट्रॉन निकालने वाले समूहों या steric hindrance का परिचय दें उदाहरण के लिए आपके पास यह है उस चरण में 2 चयापचय में यह इस तरह हो सकता है इसलिए यह इसे हाइड्रोफोबिक अणु बनाता है कल्पना कीजिए कि जब मैं क्लोरीन डालता हूं तो यह एक इलेक्ट्रॉन निकालने वाला समूह होता है यह विशेष attachment नहीं होता है जबकि जब आपके पास इस प्रकार का समूह होता है तो क्या होता है UDP glucuronosyl transferase चरण 2 यह एक छोटे hydrophobic molecule के लिए यूडीपी ग्लुकुरोनिक एसिड के ग्लुकुरोनिक एसिड घटक के हस्तांतरण को उत्प्रेरित करता है तो आप यहाँ आकर ग्लूकोसोनिक एसिड को समाप्त करते हैं जबकि अगर मेरे पास Cl जैसा एक इलेक्ट्रान निकालने वाला समूह है तो क्या होता है इसका मतलब यह नहीं है कि चरण 2 नहीं होगा उदाहरण के लिए आपके पास चक्रीय यूरिया के लिए एक फेनोलिक हाइड्रॉक्सिल है जिसका अर्थ है cyclisation इसलिए जैवउपलब्धता जैसा कि आप देख सकते हैं 06 से 87 तक बढ़ जाती है बड़ा बदलाव phenolic hydroxyl को चक्रीय urea or thiourea में बदलें जो आप यहाँ cyclisation कर रहे हैं Phenolic hydroxyl को prodrug में बदलें मैंने बात की कि एक prodrug क्या है prodrug इसे मौखिक रूप से लिया जाता है यह कोई दवा नहीं है इसमें एक और घटक शामिल हो सकता है जो प्लाज्मा में चढ़ जाता है कुछ esterase or lipase की कार्रवाई के कारण क्षेत्र और एक हिस्सा असली दवा होगी जो कार्य शुरू कर देगा उदाहरण के लिए यदि आप इस विशेष दवा को देखते हैं terbutaline इसे दिन में 3 बार दिया जाता है क्योंकि इसे बहुत poor stability मिली है जबकि आप इसमें से एक prodrug करते हैं Bambuterol आप इन 2 समूहों में डाल सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये ester bonds हैं जो esterase enzyme से क्लीव किए जा सकते हैं इसलिए इन्हें अस्थमा के उपचार में इस्तेमाल किया जाने वाला लंबा अभिनय beta adrenoceptor agonist कहा जाता है इसे दिन में केवल एक बार दिया जाता है जबकि इसे दिन में 3 बार देना होता है जब मैं इन 2 समूहों में यहाँ और यहाँ डाल दिया यह एक prodrug के रूप में कार्य करता है यह स्थिर है लेकिन यह केवल esterase type के एंजाइम की उपस्थिति में क्लीवेज करता है क्योंकि आपके पास ester bond है इसलिए इसे दिन में केवल एक बार दिया जाता है जिसका उपयोग अस्थमा के उपचार में किया जाता है आप इसे देख सकते हैं Chirality चयापचय स्थिरता को प्रभावित करता है Enantiomers चयापचय एंजाइम के साथ अलग तरह से बाँधता है ठीक है आपके पास R Enantiomer है और वे चरण 1 और चरण 2 में शामिल एंजाइमों के साथ बाँध सकते हैं इसलिए आप या तो जैव परिवर्तन के साथ समाप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं अगला एक प्लाज्मा स्थिरता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की उपस्थिति के कारण यौगिक प्लाज्मा में विघटित हो जाते हैं प्लाज्मा में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है इसलिए ester bonds खराब हो सकते हैं steric hindrance के साथ प्लाज्मा स्थिरता में वृद्धि होती है इसलिए hydrolysis नहीं होता हैं या आप कम प्रतिक्रियाशील समूहों के साथ electron withdrawing groups or replacement डाल सकते हैं उदाहरण के लिए इस यौगिक को देखें Fluocortin butyl यह त्वचा विकारों का इलाज या रोकथाम है तो आप हाइड्रोलिसिस के कारण इस बंधन को तोड़ सकते हैं एस्टर हाइड्रोलाइज हो सकता है amides carbamates lactam lactone sulphonamide इसलिए यदि आपके पास ये समूह हैं तो उनके पास खराब प्लाज्मा स्थिरता की संभावना है क्योंकि यहां हाइड्रोलिसिस हो सकता है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यह bond टूट सकता है इसलिए हम क्या कर सकते हैं हमारे यहां बड़े समूह हो सकते हैं जैसे कि आपके पास electron withdrawing groups हो सकते हैं इसलिए यह cleavage नहीं होती है आप less reactive groups के साथ बदल सकते हैं ताकि cleavage न हो लेकिन मुझे याद है कि इस प्रकार के समूहों में plasma instability हो सकती है esters amides में amides हाइड्रोलिक एंजाइमों के लिए अतिसंवेदनशील है फिर एमाइड्स कार्बामेट्स लैक्टम लैक्टोन सल्फोनामाइड के लिए यह वह रणनीति है जिसके द्वारा हम प्लाज्मा स्थिरता को बढ़ा सकते हैं esters को amide से बदलें क्योंकि amide एस्टर की तुलना में कम hydrolysable हैं स्थैतिक बाधा में वृद्धि electron withdrawing groups को जोड़ें hydrolysable समूहों को खत्म करना ये विभिन्न रणनीतियां हैं हम plasma stability में सुधार कर सकते हैं बेशक हमारे पास रक्त प्लाज्मा में भी ये प्रोटीन होते हैं और यौगिकों को बांध सकते हैं जिससे उनकी मात्रा स्वतंत्र रूप से उपलब्ध रूप में उनकी सांद्रता बहुत कम हो जाएगी इसलिए हम इससे भी बचना चाहते हैं इसलिए रक्त प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन जैसे human serum albumin alpha acid glycoprotein lipoprotein ये प्रोटीन हैं जो रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं तो कार्बनिक आयन कार्बोक्जिलिक एसिड फिनोल इसके लिए strongly bind करते हैं यदि आपके पास एक अम्लीय दवा है अत्यधिक संभावना है इसकी उच्च प्लाज्मा बाध्यकारी क्षमता हो सकती है इसलिए इस वजह से रक्त में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध दवा की मात्रा कम हो जाएगी amines क्षारीय दवाएं और स्टेरॉयड जैसे हाइड्रोफोबिक यौगिक वे इस ग्लाइकोप्रोटीन से बंधते हैं जबकि कुछ एसिड ड्रग्स एल्बुमिन को बांध सकते हैं तो प्लाज्मा प्रोटीन बाध्यकारी प्रभाव क्या करता है यह दवा के ADME को प्रभावित करता है यह plasma compartment में एक दवा को बरकरार रखता है target compartment में दवा के वितरण को प्रतिबंधित करता है जिसका अर्थ है कि कुछ दवा प्लाज्मा से bound है इसलिए target site पर उपलब्ध दवा की मात्रा हो सकती है कम फिर चयापचय निकासी कम हो जाती है और यह half life को बढ़ा देता है क्योंकि कुछ दवा पहले से ही प्लाज्मा से जुड़ी होती है और यह लंबे समय तक धीरे धीरे निष्कासन हो सकता है आपके पास एक तेज़ दवा उपलब्ध हो सकती है जो भी मुक्त रूप में हो जबकि जो दवा प्लाज्मा से bound हुई है वह धीरे धीरे निकल जाएगी और दवा की सांद्रता बनी रहेगी यही कारण है कि यह t तक पहुंच जाती है यह मस्तिष्क के प्रवेश को भी सीमित करता है क्योंकि उपलब्ध दवा की मात्रा बहुत कम है आपको उच्च खुराक लोड करने की आवश्यकता है लेकिन maintenance लोडिंग कम कर देता है यद्यपि आपको उच्च खुराक की आवश्यकता होती है क्योंकि कुछ दवा प्लाज्मा में चली गई है जो maintenance के लिए उपलब्ध दवा से नीचे चली गई है आपको लोडिंग की उच्च खुराक की आवश्यकता होती है उदाहरण के लिए जिसे आप MK 886 जानते हैं यह एक अम्लीय दवा है यह prostaglandin e synthase mpges1 जैसे एंजाइमों के लिए बहुत अच्छा पाया गया है जो arachidonic acid inflammatory में शामिल है लेकिन उच्च प्लाज्मा बंधन के कारण दवा वापस ले लिया है तो यह एक अम्लीय दवा है हम कौन से संरचनात्मक संशोधन कर सकते हैं लिपोफिलिसिटी को कम करें इसलिए एसिड के लिए log P करें और nonacids के लिए log D करें अम्लता कम करें एसिड का pKa बढ़ाएं क्षारीयता बढ़ाएं क्षार की pKa बढ़ाएं नॉनपोलर समूहों नॉनपोलर क्षेत्र या नॉनपोलर समूहों को कम करें क्योंकि हम देख सकते हैं कि नॉनपोलर समूहों को कम किया जाता है नॉनपोलर क्षेत्र को कम करें ध्रुवीय सतह क्षेत्र को बढ़ाएं अर्थात ध्रुवीय सतह क्षेत्र को बढ़ाएं लेकिन नॉनपोलर सतह क्षेत्र को कम करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इतने पर वृद्धि करें तो कई अलग अलग रणनीतियों एक प्लाज्मा प्रोटीन बाध्यकारी प्रभाव को कम करने के लिए अनुसरण कर सकते हैं विषाक्तता एक अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर है दवा विषाक्तता जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है इसलिए जब हम ADME कहते हैं कि अब इसे ADMET तक बढ़ा दिया गया है अवशोषण वितरण चयापचय उत्सर्जन और विषाक्तता तो दवा की सांद्रता उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली वास्तविक सांद्रता इसके विषाक्त सीमाओं के पास कहीं नहीं होनी चाहिए Toxicity limits विषाक्त सीमा बहुत दूर होनी चाहिए उदाहरण के लिए यदि यह गतिविधि प्रभावकारिता है उदाहरण के लिए एंटी बैक्टीरियल यदि आप लेते हैं जैसा कि मैं concentration बढ़ाता हूं तो यह बैक्टीरिया को मारना शुरू कर देता है और यह बढ़ जाता है और plateau तक पहुंच जाता है लेकिन उस दवा की विषाक्त सीमा बहुत दूर होनी चाहिए बहुत दूर इसलिए इस concentration range में काम कर जाता है लेकिन फिर भी यह विषाक्त नहीं होगा जबकि अगर यह ग्राफ में करीब है तो यह रेंज संकरा है इसलिए मैं विश्वास कर सकता हूं क्योंकि विषाक्त सीमाएं केवल इससे परे हैं जबकि यह प्रभावकारिता सीमा है इसलिए आदर्श रूप से मेरे पास एक दवा होनी चाहिए जो गतिविधि के लिए एक ग्राफ दिखाती है और जो विषाक्तता के लिए एक ग्राफ दिखाती है जबकि अगर मेरे पास एक दवा के लिए एक ग्राफ है जो इस गतिविधि की तरह दिखाता है जैसे कि विषाक्तता अगर इस सांद्रता में कुछ विषाक्तता भी हो सकती है जो अच्छी नहीं है जबकि अगर मैं कम मात्रा में दवा का उपयोग करना शुरू कर देता हूं तो दवा की प्रभावकारिता कम और कम हो जाती है इसलिए अगर मैं विषाक्तता को रोकना चाहता हूं तो प्रभावकारिता कम है अगर मैं प्रभावकारिता बढ़ाता हूं और सुधारता हूं तो उसमें विषाक्तता भी है इसलिए आदर्श रूप से हमें इस तरह की दवाएं होनी चाहिए जहां toxicity graph activity graph से बहुत दूर है इसलिए यह बहुत ही आदर्श स्थिति है लेकिन कई बार आप यहाँ कीमोथेरेपी दवाओं की तरह विषाक्तता आ सकते हैं और इस तरह से विषाक्त भी हो सकते हैं और यह सक्रिय है क्योंकि आपको दवा बहुत अधिक मात्रा में देनी होती है इसलिए हमें विषाक्तता को भी समझना होगा विषाक्तता अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकती है विषाक्तता प्रणालीगत या विशेष अंग हो सकती है विभिन्न प्रकार के विषाक्त पदार्थ होते हैं हम उनमें से कुछ को संक्षेप में देखते हैं प्रतिक्रियाशील मेटाबोलाइट ताकि toxic gene induction mutagenicity oxidative stress autoimmune response प्रतिक्रिया हो सके इसलिए ये विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा दवा उपचार के कारण विषाक्तता को पेश किया जा सकता है तो कौन सा सब्सट्रेट हैं जो विषाक्तता शुरू कर सकते हैं अमाइन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं Aromatic एमाइन हाइड्रॉक्सिलैमाइंस नाइट्रो यौगिक इसलिए आमतौर पर नाइट्रोजन आधारित यौगिक विषाक्तता पैदा कर सकते हैं तो आप aromatic amines hydroxylamine aromatic nitro nitroso देख सकते हैं इसके बाद alkyl halides polycyclic aromatic alpha beta unsaturated aldehydes nitrogen containing aromatic bromine aromatic Thiophenes hydrazine hydroquinone azo vinyl phenolic aliphatic amines furans pyrroles imidazoles medium chain fatty acidsइसलिए इस प्रकार की संरचनाएं जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनमें से कई संरचनाएं विषाक्त हो सकती हैं क्योंकि कुछ मेटाबोलाइट्स विषाक्त हो सकते हैं यह एक बड़ी समस्या है और प्रकृति में विषाक्तता अलग अलग हो सकती है Single dose से तीव्र विषाक्तता मैं एक खुराक देता हूं और यह विषाक्त है इसलिए इसे तीव्र कहा जाता है chronic खुराक जिसका अर्थ है कि दवा कुछ हफ्तों कुछ महीनों कुछ वर्षों और इसी तरह की अवधि में दी जाती है cytotoxicity इसलिए दवा कोशिकाओं को मारती है genotoxicity डीएनए में कुछ उत्परिवर्तजन परिवर्तन immunotoxicity है प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रभावित होती है प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से समझौता किया जाता है जिसे immunotoxicity कहा जाता है Teratogenicity भ्रूण विषाक्तता इसलिए विभिन्न प्रकार के विषाक्त पदार्थों इसलिए किसी को इन सभी का अध्ययन करने की आवश्यकता है यदि कोई ड्रग्स डिज़ाइन कर रहा है क्योंकि यह एक एकल खुराक नहीं हो सकता है यह दीर्घकालिक खुराक कोशिका मृत्यु हो सकती है डीएनए में बहुत से परिवर्तन हो सकते हैं यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकता है या इनमें से कुछ विषाक्तता जो आप दीर्घकालिक अध्ययन पर पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं इनमें से कुछ अल्पावधि हो सकते हैं उनमें से कुछ को विशेष रूप से भ्रूण और इतने पर देखने के लिए बहुत विशेष स्थिति में अध्ययन करने की आवश्यकता है वास्तव में एक वेबसाइट है http coffer Informatik आप इसे देखते हैं QSAR वेब सेवा जो विषाक्तता गुणों की भविष्यवाणी करती है और भविष्यवाणियों की व्याख्या करने में सहायता के लिए टुकड़े प्रदान करती है इसलिए आप structure देते हैं यह उस यौगिक की विषाक्तता की भविष्यवाणी करने में सक्षम हो सकता है और टुकड़ों को भी देख सकता है और तुलना और निश्चित निष्कर्ष भी बना सकता है कई वेबसाइट हैं और यह काफी अच्छी वेबसाइट है जब हमारे पास समय होगा तो हम इस पर भी गौर करेंगे इसलिए हमने विषाक्तता को देखा जो एक और पहलू है अब हमें एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दें जिसे hERG कहा जाता है human Ether a go go related gene यह एक जीन है जो Kv 111 नामक एक प्रोटीन के लिए कोड करता है एक पोटेशियम आयन चैनल का alpha subunit है यह ion channel हृदय की electrical activity में योगदान देता है जो हृदय की धड़कन को समन्वित करता है इसलिए यह विशेष रूप से हमें इस विशेष जीन को देखना होगा कि क्या दवा इसे प्रभावित करने वाली है क्योंकि यदि ऐसा है तो यह हृदय की धड़कन को प्रभावित कर सकता है जब इस चैनल की सेल झिल्ली में electrical current का संचालन करने की क्षमता बाधित हो जाती है तो इसका परिणाम लंबे QT syndrome नामक संभावित घातक विकार हो सकता है जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको याद है कि हमारे पास typical ECG है तो हमारे पास initial P है और फिर हमारे पास इसे PR कहा जाता है फिर Q से R नीचे जाता है और फिर से S नीचे जाता है फिर यह है T कहा जाता है इसलिए कभी कभी यह विस्तारित हो जाता है जिसे विस्तारित QT syndrome long QT syndrome तो क्योंकि पोटेशियम आयन चैनल आपकी दवा के कारण अवरुद्ध हो जाता है और इससे हृदय संबंधी समस्या हो सकती है FDA प्रीक्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट के दौरान स्थापना प्रभाव हृदय सुरक्षा प्रोफ़ाइल का सुझाव देता है इसलिए आपको यह अध्ययन करने की आवश्यकता है कि क्या आपकी दवा इस पैटर्न को प्रभावित करती है विशेष रूप से Q and T इसे QT अंतराल कहा जाता है इसे PR खंड कहा जाता है इसे ST खंड कहा जाता है और इसलिए क्या कोई दवा प्रभावित होती है यह वही है जो उन्हें देखने की जरूरत है इसलिए हमें इस पर गौर करने की जरूरत है आम तौर पर दवा की जाँच की जाती है और देखा जाता है कि क्या यह इस विशेष potassium channel को प्रभावित करता है और इसलिए समय का QT हिस्सा है इस दवा को देखो Cisapride गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स रोग के कारण nocturnal heartburn के साथ वयस्क रोगियों का रोगसूचक उपचार जैसा कि आप कभी कभी देख सकते हैं कि आपके पास एक acid reflux हो सकता है लंबे QT सिंड्रोम के बारे में रिपोर्ट के कारण इस दवा को वापस ले लिया गया था या इसके संकेत सीमित थे इस दवा के साथ QT time period जाती है एक दवा terfenadine यह allergic rhinitis hay fever allergic skin disorders कर देता है QT interval लंबे समय तक क्यूटी अंतराल के कारण फिर से हृदय अतालता के जोखिम के कारण इसे वापस ले लिया गया था तो ये दवाएं कार्डियक फ़ंक्शन को सीधे प्रभावित करती हैं इसलिए उन्हें वापस ले लिया गया तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कि क्या इस hERG जीन को अवरुद्ध करने के कारण पोटेशियम चैनल आयन चैनल प्रभावित होता है जो बदले में हृदय ताल विशेष रूप से ईसीजी के QT भाग को प्रभावित करता है कौन सी संरचनात्मक विशेषताएं हैं जो दवा को hERG को बांधने के लिए बाध्य करती हैं बेसिक एमाइन्स पॉजिटिव रूप से आयनिसेबल pKa 73 log P 37 नकारात्मक रूप से आयनित करने योग्य समूहों की अनुपस्थिति कोई नकारात्मक आयनकारी नहीं हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्वीकर्स की अनुपस्थिति है इसलिए ये इसके कारण बन सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं संशोधन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं pKa को कम करें amine की क्षारीयता कम करें यहां एक गलती है अमीन के pKa को कम करें इसे क्षारीय log P को कम करें क्योंकि एसिड की moiety जोड़ें oxygen hydrogen bond acceptor जोड़ें क्योंकि यदि यह अनुपस्थिति है तो संभावना है कि यह hERG चैनल के लिए बाध्यकारी हो सकता है कठोर लिंकर्स का मतलब है कि इन अणुओं के flexibility को कम करें और ऐसा करने से हम इस hERG binding को रोक सकते हैं और इसलिए हम potassium channel के कारण होने वाली गड़बड़ी को रोक सकते हैं इसलिए cardiovascular arrhythmia विस्तारित QT syndrome इसलिए हम अगली कक्षा में भी इस दवा समानता पर अधिक जारी रखेंगे आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद